यह विस्तृत ACSR कंडक्टर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है स्ट्रैंड के विभिन्न परतों के बीच भरावों के उपयोग से जैसे कागज या हेसियन समग्र कंडक्टर व्यास को बढ़ाया जाता है ताकि कंडक्टर की सतह पर कोरोना लॉस और विद्युत तनाव को कम किया जा सके बंडल कंडक्टर आमतौर पर कोरोना नुकसान को कम करने के लिए अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है और संचार सर्किट के साथ रेडियो हस्तक्षेप को भी कम करता है तो यही है वह जिसे आप विस्तृत ACSR कहते हैं जिनका उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भी उपयोग किया जाता है तो अगला कंपोजिट कंडक्टर का इंडक्टेंस है मानो की यह चित्र 6 हैसिंगल फेज लाइन जिसमें 2 कंपोजिट कंडक्टर हैकंपोजिट कंडक्टर X इसको वास्तव में मैंने X कंपोजिट कंडक्टर लिखा है के पास abcd से n संख्या तक कंडक्टर हैकंपोजिट कंडक्टर के इस समूह में भी a'b'c'd' से m संख्या तक कंडक्टर है जिसको हम कंपोजिट कंडक्टर Y कह रहे हैं और हम यह परिकल्पना रहे हैं की सभी कंडक्टर की त्रिज्या समान है तो कंपोजिट कंडक्टर X के इस समूह के सभी कंडक्टर की त्रिज्या को हम rx r सफिक्स x मान रहे हैं यहां पर भी जो a'b' है यह समूह Y है उसी प्रकार से Y के पास कंडक्टर की संख्या m है जिसकी त्रिज्या ry है और दूसरी बात यह है कि यदि मानो कि इस समूह में कुल धारा I हो जो कि पृष्ठ के अंदर जा रही हो इसका मतलब वापस की करंट धारा I है इसका मतलब अगर कोई एक पृष्ठ के अंदर जा रही हो तो दूसरी पृष्ठ के बाहर आएगी तो वास्तव में यह कुलधारा I है और यहां पर यह I लिखा है यह कुछ ऐसा है मान लो कि आपके पास समझने के लिए मान लीजिए अगर आपने a b c n इस तरह के चार कंडक्टर लगाए हैं और यह धारा I है और सभी कंडक्टर की त्रिज्या जिसको आपने rxमाना है इसलिए प्रत्येक कंडक्टर धारा In ढोएगा क्योंकि यह सभी कंडक्टर समानांतर है और हमने माना है कि यह सभी एक ही प्रकार के हैं इसलिए प्रत्येक कंडक्टर In धारा को ढोएगा तो यहां इस समूह में आपके पास n कंडक्टर है इसका मतलब इस समूह में कुलधारा I है लेकिन इसके बाद धारा सभी कंडक्टर में समान रूप से विभाजित हो जा रही है तो प्रत्येक कंडक्टर वास्तव में In धारा को प्रवाहित कर रहा है तो बाद में हम देखेंगे अगले पृष्ठ पर यहां भी धारा I है लेकिन यह लौटने वाली धारा है तो अगर यह धारा I है तो यह धारा I होगी तथा प्रत्येक कंडक्टर में वापस होने वाली धारा Im होगी क्योंकि यहां आपके पास m कंडक्टर है इसका मतलब हम ने यह माना है की धारा समान रूप से सभी सब कंडक्टरो में विभाजित हो रही है इसलिए X के सब कंडक्टर मे धारा In है तथा Y के प्रत्येक सब कंडक्टर मे धारा Im है इस समीकरण 46 को हम बार बार उपयोग करेंगे तो यह समीकरण 46 जो सामान्यीकृत तथ्य है का उपयोग करेंगे तो सब कंडक्टर ' a' मे समीकरण 46 लागू करने पर यहां बहुत सारे कंडक्टर है हम कंडक्टर a के लिए लगा रहे हैं इस प्रकार से यह सूत्र को हम उपयोग करें तो आप देखोगे aजिसको हम कंडक्टर a के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए a04605 गुने धारा जो कि In है क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर In धारा प्रवाहित कर रही है इसलिए In फिर log 1rx' क्योंकि rxसब कंडक्टर की त्रिज्या है जोड़ सभी दूरियां log1 Dabसमीकरण में यह सामान्य स्थिति के लिए दिया हुआ है जहां j1 से n और jIijlog1Dijलेकिन ij को a bc से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो इसे हम लिख सकते हैं log1 Dabमतलब सब कंडक्टर a से अन्य सभी सब कंडक्टर की दूरियां इसलिए log1 Dab log1 Dac log1 Dadlog1 Dan तो यह पहली चीजें थी जिनको हमने सूत्र का उपयोग कर के पता किया अब अगला वापसी पथ है जहां धारा I m है इसी कारण से अगला 04605 है माइनस का चिन्ह है धारा Im के कारण है फिर log 1DaaDaaमतलब म्यूच्यूअल डिस्टेंस इसलिए DabDacDam am तक तो यह समूह के अंदर तथा यह समूह के बीच के लिए है तो पहला पद सभी ऐसे हैं तथा दूसरा पद केवल DabDacDam am तक है यहां माइनस का चिन्ह है क्योंकि यह लौटने का पथ है तो यह इस समीकरण का विस्तार है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे क्योंकि बहुत आसान है यह अंदर आने का पथ है वह बाहर जाने का पथ है यहां आपके पास कंडक्टर की संख्या n हैं लेकिन अगर mn हो तब दूसरी समस्या होगी लेकिन यह पद पहले के जैसा ही रहेगा तो यह समूह के अंदर तथा यह समूह के बीच के लिए है तो अब हम इस समीकरण को सरल करेंगे इस प्रकार a बराबर 04605 In log1 rx'DabDacDadDanतक अब अगला यह वास्तव में log1DaaDabDam है तो इसके बदले आप इसे log Daa 1Dab 1Dam 1लिख सकते है और फिर सारे माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे इसलिए 04605 Im log DaaDabDam तो यह प्लस साइन क्योंकि 1Daa को हमने Daaबनाया है ठीक है अगला यह है आप लिख सकते हो क्योंकि यहां Im इसलिए ʎ a04605 I log DaaDabDam1m उसी प्रकार क्योंकि यहां In है इसलिए log के यह सभी पद का पावर 1n तो इस प्रकार ʎ a04605 I log DaaDabDam1m rx'DabDacDadDan1nतो यह समीकरण 49 है इस प्रकार सब कंडक्टर a का इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज ʎa भागा Inयहां I से भाग नहीं लगेगा क्योंकि I कुलधारा है जबकि In प्रत्येक कंडक्टर की धारा है इसलिए यह ʎa In होना चाहिए इस प्रकार La ʎ aIn04605 n log DaaDabDam1m rx'DabDacDadDan1n यह समीकरण 50 है इस प्रकार से किसी भी कंपोजिट कंडक्टर X के एक सब कंडक्टर का औसत इंडक्टेंस La Lb Lnn लिखा जा सकता है यह समीकरण 51 है चुकी कंडक्टर X n सब कंडक्टर से मिलकर बना है जो कि विद्युत समानांतर है तो X का इंडक्टेंस औसत इंडक्टेंस भागा n होगा इसको इस तरह से समझ सकते हैं मान लीजिए कि आपके पास किसी भी सब कंडक्टर का औसत इंडक्टेंस है और आपके पास यह सभी चीजें समानांतर में हो बहुत सारी चीजें समानांतर में n पद तक और सभी का इंडक्टेंस L average L average L average जोकि विद्युत रूप से समानांतर में है इस प्रकार हमने पहले Laverage प्राप्त किया और फिर कंपोजिट कंडक्टर X जोकि Laveragen है प्रत्येक कंडक्टर का इंडक्टेंस Laverage है और यहां Laverage को L aL bL n तकn रख रहे हैं क्योंकि समूह X मैं कंडक्टरओं की संख्या n है और सभी कंडक्टर विद्युत रूप से समानांतर है तथा कुलधारा I है और कंडक्टर में In धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार Lxजोकि n कंडक्टरो से मिलकर बना है जो आपस में विद्युत रूप से समानांतर है इसलिए समूह X का इंडक्टेंस LxLaverage LaLbLcLnn2 क्योंकि L average LaLbLcLnn और अगर आप इसे इसमें प्रतिस्थापित करोगे तो यह n2 हो जाएगा यह समीकरण 52 है इस प्रकार अगर LaLbLcLn का मान समीकरण 55 में रखा जाएगा हमने अभी तक केवल Laकी गणना की है अगर आप इसे लिखो और इसी प्रकार LbLcLn की गणना करें और इन सभी के मान को समीकरण 52 में प्रतिस्थापित करते हैं तो सभी n तथा इस पद के फलन हो जाएंगे तो जैसे ही आप प्रतिस्थापित करेंगे तो यह nLaLbLcLn सभी जगह होगा एक n एक n खत्म हो जाएगा केवल एक n बचेगा न की n2इसीलिए इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है 04605 log DmDsx मिली हेनरी प्रति किलोमीटर मैं इसे बाद में परिभाषित करूंगा तो चुकी आपने इन सभी LaLbLcLn को n फलन के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है इसका मतलब यह n2 नहीं होगा क्योंकि एक n खत्म हो जाएगा केवल एक n बचेगा इसमें क्या होगा कि DmDaaDabDamहोगा जो कि कंडक्टर a का दूसरे समूह के कंडक्टर से म्यूच्यूअल डिस्टेंस है इसी प्रकार समूह X के सब कंडक्टर b के लिए समूह Y के सभी कंडक्टर से दूरी babbऔर इसी प्रकार यानी D na D nb D nmतक तथा पावर 1mn क्योंकि 1n मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसे पता लगाने की कोशिश करेंगे तो केवल n ही बचेगा एक n खत्म हो जाएगा इसी कारण से पहले यह 1n था अब यह आपस में गुना होकर1nm तथा यह 1mn हो जाएगा आप थोड़ा खुद से भी प्रयास करें उसी प्रकार से खुद के समूह X में सब कंडक्टर a के लिए यह DaaDabDanहै उसी प्रकार b के लिए DbaDbbDbnसभी का गुणनफल DnnDnbDnnतक यह 1n2 हो जाएगा यहां पर यह 1m था क्योंकि वहां ऊपर एक और था Lx को पता करने के लिए एक L होगा जिसके कारण से 1n होगा तो यह 1mn होगा तथा यह 1n2 होगा और यह समीकरण 55 है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे यह समूह X मे किसी खास कंडक्टर की दूरी है तथा यह सभी चीज है जो कि दूसरे समूह Y में कंडक्टरो से दूरी a a a b a m b a b b है इसलिए DaaDabDanDbaDbbDbnऔर इसी तरह यह 1n2 होगा और यह समीकरण 55 है जहां Daa Dbb Dnnकाल्पनिक त्रिज्या है मतलब समूह X का rx है अब यह Dmजो कि यह है और यह Dsx है तो Dm mn पद का mn th रूट है जो कि सभी संभव म्यूच्यूअल डिस्टेंस के गुणनफल है मैंने आपको बताया था कि समूह x के एक कंडक्टर के तथा समूह Y के सभी कंडक्टर के बीच के म्यूच्यूअल डिस्टेंस हैं इसलिए aaabam तकba bb bm कंडक्टर b के लिए इसी प्रकार से समूह X के nth कंडक्टर के लिए समूह Y के दूसरे कंडक्टर के लिए nanb nmइन सभी के गुणनफल का पावर 1m ठीक है तो जब म्युचुअल इंडक्टेंस को समूह में लिया जा रहा है समूह Y मे कंडक्टर की संख्या m है इसलिए कुल संभव संभावनाएं m गुने n इसी कारण से Dm mn पद का mn th रूट है जो कि समूह X के सभी n कंडक्टरो से सभी संभव म्यूच्यूअल डिस्टेंस का गुणनफल है मतलब समूह X से Y के m सब कंडक्टर इसे म्यूच्यूअल ज्योमैट्रिक डिस्टेंस कहते हैंDm को म्यूच्यूअल ज्योमैट्रिक डिस्टेंस कहते हैं इसी प्रकार Dsxn स्क्वायर पदो के गुणनफल का n स्क्वायर रूट है जिसमें rxनिहित है DaaDbbयह सभी वास्तव में काल्पनिक त्रिज्या rx है और यह मानो कि किसी एक समूह में n सब कंडक्टर है तो यदि n स्क्वायर पदों का n स्क्वायर रूट होगा क्योंकि यह n गुने n है जिसमें प्रत्येक स्ट्रैंड का rx निहित है इस प्रकार समूह X में प्रत्येक स्ट्रैंड से अन्य सभी स्ट्रैंड की दूरी को सेल्फ ज्योमैट्रिक मीन डिस्टेंस कहते हैं इसे कंडक्टर X की सेल्फ GMD कहते हैं तो एक म्यूच्यूअल GMD तथा दूसरा सेल्फ GMD है तो इंडक्टेंस को प्राप्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है एक म्यूच्यूअल GMD तथा दूसरा सेल्फ GMD है इसी प्रकार कंडक्टर Y के लिए तो कंपोजिट् कंडक्टर Y के इंडक्टेंस को भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है तो इस स्थिति में क्योंकि एक समूह X तथा दूसरा Y तो यहां म्यूच्यूअल GMD में कोई बदलाव नहीं होगा यह सामान रहेगा तो यहां म्यूच्यूअल GMD सामान रहेगा लेकिन सेल्फ GMD Dsyअलग होगा और किसकी गणना पहले जैसे समूह X के लिए की गई थी वैसे ही करेंगे कंडक्टर Y मैंने नहीं दिखाया है यह आप पर है मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे थोड़ी बहुत अभ्यास जरूरी है और थोड़ी बहुत समझ भी तो अगला सिमिट्रिकल स्पेसिंग वाले थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस को ज्ञात करना है यहां हम यह परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइनफेज aफेज bफेज c है और सममित दूरी d समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए कंडक्टर के बीच की दूरी है तो पहले आपने इस तरह परिकल्पना किया है जिसको बाद में हम सामान्यीकृत करेंगे तो इस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की सममित दूरी d तथा प्रत्येक कंडक्टर की त्रिज्या r है यह चित्र 7 है इसलिए चित्र 7 सममित दूरी पर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को दिखाता है कंडक्टर की त्रिज्या को हमने r माना है तो हम फिर से वही समीकरण का उपयोग करेंगे तो समीकरण 46 अगर आप इसे बार बार समझने का प्रयास करें और यदि आप इसे समझ जाएं तब आप इस समीकरण से हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो यह समीकरण 46 तो फेज a कंडक्टर की कुल फ्लक्स लिंकेज को ʎ a परिभाषित किया जाता है यहां केवल I हैI log1rIपरिकल्पना करें Iabc यह तीन फेज abc है इसलिए ʎ a 04605 गुने Ialog1r'सामान्यीकृत रूप से Ialog1r'Iblog1DIclog1D वरना इसे DabDbcजैसा होना चाहिए जिसे हम बाद में देखेंगे यह समीकरण 56 है इस स्थिति में दूरी बराबर इसलिए चीजें आसान है तो बराबर 04605 Ialog 1rIblog1DIclog 1Dयह समीकरण 56 है और हम बैलेंस 3 फेज की कल्पना कर रहे हैं इस प्रकार IaIbIc0 इस प्रकार IbIc Iaयह समीकरण 04605 Ialog 1rIblog1DIclog 1D जो 56 है बराबर 04605 Ialog 1rIbIclog 1D है log1D को हमने बाहर लिखा है तो IbIc Ia यहां रखने पर इसको आप 04605 Iaकॉमन कर log1r'माइनस 1D लिख सकते हैं तो हम logD लिख रहे हैं इसलिए माइनस प्लस हो जाता है जोकि 04605 IalogDr के बराबर है यह मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर है तो हम समीकरण 56 और 57 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ʎa 04605 IalogDr यह मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर है यह समीकरण 58 है इस प्रकार इंडक्टेंस La ʎa Ia है अब Ia यहां नहीं होगा इसलिए 04605 log D r मिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 59 है सममित के कारण ʎa ʎb ʎ c क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है और इस प्रकार इंडक्टेंस भी समान है यानी LaLbLc तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सब समझ में आ गया हूं मैं इंडक्टेंस की गणना कर रहा था इसके बाद हम अब क्या करेंगे कि अब हम असममित 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस की गणना करेंगे इस प्रकार संतुलित धारा के साथ असममित रिक्तियां है तथा प्रत्येक फेज की इंडक्टेंस बराबर नहीं है रिक्तिया सममित नहीं है असममित है तो यदि यह धारा संतुलित भी है तो भी प्रत्येक फेज की इंडक्टेंस बराबर नहीं है इस स्थिति में मानो की आपके पास 3 फेज लाइन है यह फेज a फेज bफेज c है इसलिए फेज a और फेज b के बीच की दूरी Dabफेज a और c की Dac तथा b और c की Dbc तो अब DabDacDbc सामान नहीं है तो समीकरण 46 को फिर से उपयोग करने पर फेज a कंडक्टर के लिए फ्लक्स लिंकेज बराबर 04605 I a log 1 r I b log 1Dablog 1 Dacहै इसी प्रकार फेज b के लिए हम लिख सकते हैं ʎb 04605 फिर Ia फिर log 1Dab क्योंकि b से a की दूरी Dab है तथा b के लिए 1r गुने Ibजोड़ Iclog 1Dbcयह समीकरण 61 है इस प्रकार ʎ c 04605 Ialog1DcaIblog1DbcIclog 1rऐसा हो सकता है कि इन सभी कंडक्टर की त्रिज्या भिन्न हो जैसे r1r2r3 हो इस स्थिति में यह ra यह rb यह rc होगा लेकिन आपने इसे समान माना है और मैं इस सूत्र का उपयोग करके लिख रहा हूं तो इसे सामान्यीकृत सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं मैं इस समीकरण को बता रहा हूं यह समीकरण 62 है तो आपके पास ʎ a ʎ b और ʎ c है जो फेज a फेज bफेज c के कंडक्टर का फलक्स लिंकेज है अगर आप इसे मैट्रिक्स रूप में रखते हैं तब ʎ a ʎ b और ʎ c इस प्रकार हो जाएगा और यह log 1rlog 1Dablog 1Dca log 1Dablog 1rlog 1Dbclog 1Dcalog Dcblog 1r गुने IaIbIcयह समीकरण 63 है सममित इंडक्शन मैट्रिक्स L द्वारा दिया जाता है क्योंकि सभी जगह ʎa के लिए आप Ia से विभाजित करोगे ʎ b के लिए आप Ib से विभाजित करोगे ʎ c के लिए आप Ic से विभाजित करोगे ताकि LaLbLcको प्राप्त किया जा सके इसलिए इसे मैट्रिक्स रूप में दिखाया गया तो इसे हल करने पर L बराबर मैंने यहां एक चीज छोड़ दिया है जो कि 04605 इससे इन सब को गुणा करना होगा क्योंकि यहां 04605 04605 04605 है जिसे मैंने छोड़ दिया है इस प्रकार L बराबर L मतलब LaLbLcहै जो कि 04605 log 1rlog 1Dablog 1Dca log 1Dablog 1rlog 1Dbclog 1Dcalog1 Dcblog 1r मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है